मेंडेलियन जेनेटिक्स'Mendelian Genetics' पर व्याख्यान के सेट पर आपका स्वागत है मेंडेलियन मेंडल ग्रेगर मेंडल को संदर्भित करता है हम इस व्याख्यान के दौरान उसका उल्लेख करेंगे और इससे आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि हम कुछ ऐसा क्यों देख रहे हैं जो इतना पुराना है आजकल क्या प्रासंगिकता है कई बीमारियों का आनुवंशिक आधार होता है आप जानते हैं कि शरीर के प्रत्येक कोशिका में जीन का एक ही सेट होता है शरीर में प्रत्येक सोमैट्इक कोशिका में जीन का एक ही सेट होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मस्तिष्क कोशिका है या यकृत कोशिका या एक त्वचा कोशिका और इसी तरह आगे भी इन सभी में जीन का एक ही सेट है जो हमें विरासत में मिला है हमारे माता पिता से वे अलग अलग रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं जहां वे रहते हैं और इसी तरह हम उस पर ध्यान नहीं देंगे लेकिन मूल सामग्री वही है और चूंकि एक ही जींस पूरे शरीर में हर एक कोशिका में मौजूद होते हैं इसलिए आनुवांशिक बीमारियां सामने आएंगी और ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता है इसे केवल मैनेज किया जा सकता है उन्हें अभी तक ठीक करना मुश्किल है जेनेटिक या जीन थेरेपी में कुछ प्रॉमिस है यह है यह काफी लंबे समय से अध्ययन किया गया है इसमें कुछ सफलता है लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छी स्वीकृति के चरण में पहुंचने से पहले इसे काफी विकास की आवश्यकता है हम कुछ डेटा के साथ शुरू करते हैं भारत में सिकल सेल रोग के साथ अनुमानित पांच हजार दो सौ शिशु नौ हजार कुछ कहा जाता है बीटा बीटा थैलेसीमिया के साथ डाउन सिंड्रोम के साथ इक्कीस हजार चार सौ और तीन सौ और नब्बे हजार G6PD डिफिशन्सी के साथ हर साल पैदा होते हैं ठीक है ये टर्म जिनमें से कुछ हमने पहले देखें हैं सिकल सेल रोग जिसे आप जानते हैं सिकल सेल एनीमिया एक ही बात है इसे सिकल सेल रोग कहा जाता है यदि आप चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि पीडीएफ फाइल में भी दी गई है जिसे पीडीएफ से ही क्लिक किया जा सकता है यह सिकल सेल रोग के बारे में जानने के लिए एक वैकल्पिक वीडियो है अच्छी वीडियो है लेकिन यह एक वैकल्पिक वीडियो है इसी तरह आप इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि थैलेसीमिया क्या है विशेष रूप से बीटा थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं फिर से एक वैकल्पिक वीडियो डाउन सिंड्रोम मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो के पहले तीन मिनट देखें इसका आनुवांशिक आधार पर बहुत ही अच्छा अवलोकन किया गया है और यह डाउन सिंड्रोम का परिचय देता है और फिर यह बहुत सारे अनुसंधान पहलुओं में शामिल हो जाता है जो इस कोर्स से थोड़ा आगे हो सकता है अनुसंधान के पहलू पहले तीन मिनट बहुत अच्छे हैं मेरा सुझाव है कि आप इसे देखें इस वीडियो के पहले तीन मिनट और फिर G6PD की कमी नाम की कोई चीज है जो हर साल पैदा होने वाले शिशुओं की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करती है सही यह एक सामाजिक पहलू दिया गया है एक वैकल्पिक वीडियो और यह एक एलील दृश्य है जो G6PD की कमी का दिया गया है जिसे आप देखना चाहेंगे ठीक है ये वैकल्पिक हैं पहले तीन मिनट को छोड़कर मैं कहूंगा कि अत्यधिक अनुशंसित है यह वास्तव में एक स्रोत से है क्योंकि ये संख्याएं हैं और ये अनुमान हैं यह वास्तव में एक स्रोत से है वर्मा और बिजारणिया द्वारा दो हजार दो में प्रकाशित एक पेपर द बर्डन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन इंडिया एंड अ फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी कंट्रोल "The Burden of Genetic Disorders in India and a Framework for Community Control' यह पब्लिक स्वास्थ्य जीनोमिक्स'Public Health Genomics' में प्रकाशित हुआ था यह दो हजार दो में था संख्या निश्चित रूप से अब अलग होंगे लेकिन कम से कम हमारे पास कुछ है जो हम संख्या के संदर्भ में पकड़ सकते हैं इसीलिए इसे चुना गया है आपको भारत में ऐसी बीमारियों की व्यापकता का अंदाजा देता है हम सिकल सेल रोग देख चुके हैं इसकी समीक्षा करते हैं हम जानते हैं कि सामान्य हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से बनता है हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है इसलिए यह उन जीनों से बनता है जो विभिन्न उप इकाइयों के अनुरूप हैं जो विभिन्न उप इकाइयों के लिए कोड करते है एक सामान्य हीमोग्लोबिन जीन में छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड होता है अगर वह ग्लूटामिक एसिड वैलेन बन जाए सही यदि अगर वह बदल गया तो बस एक परिवर्तन विभिन्न प्रोटीन उप इकाइयोंprotein sub units के मामले में एक अलग कांफोर्मेशन विभिन्न तीन आयामी तह ला सकता है और हमें एक हीमोग्लोबिन अणु मिलता है जो आसानी से बाहर क्रिस्टलीकृत हो सकता है उसके पास सामान्य हीमोग्लोबिन अणु की तरह ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता नहीं होगी और इसलिए हम सिकल सेल एनीमिया प्राप्त करते हैं है ना यह है यह इतना ही सरल है यदि हीमोग्लोबिन सामान्य है तो लाल रक्त कोशिका अच्छी तरह से डिस्क के आकार की दिखती है और अगर ऐसा होता है अगर यह सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त होता है तो लाल रक्त कोशिका एक सिकल आकार सिकल आकार ले लेती है और यह बड़ी कठिनाइयों का कारण बनता है जैसा कि आपने पहले इस वीडियो में देखा है इस कोर्स में पहले से सुझाए गए वीडियो में इसी तरह थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन में गलत उप इकाई गठन है या तो अल्फा उप इकाई या बीटा उप इकाई गलत तरीके से बनी है यह सिकल सेल एनीमिया से अलग है डाउन सिंड्रोम एक अतिरिक्त गुणसूत्र संख्या इक्कीस के कारण होता है आमतौर पर लोगों में दो गुणसूत्र होते हैं है ना गुणसूत्र इक्कीस में तीन है तीन नंबर इक्कीस गुणसूत्र हैं यदि ऐसा होता है तो यह प्रत्येक कोशिका में होता है यदि ऐसा होता है तो इसका परिणाम डाउन सिंड्रोम होता है और यह अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है जिसे आप अनुशंसित वीडियो से चुन सकते हैं जिसका सुझाव दिया गया था यह एक वैकल्पिक वीडियो है और फिर यह G6PD की कमी जो Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase' की कमी है यह एंजाइम दोषपूर्ण है और क्योंकि यह एंजाइम दोषपूर्ण है यह बहुत सारी कठिनाइयों प्रमुख कठिनाइयों का कारण बनता है है ना फिर से याद करें कि 'Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase' यह एक एंजाइम है जिसका अर्थ है कि यह एक प्रोटीन है यह एक जीन द्वारा कोडेड है है ना और इसलिए यह एक आनुवंशिक विकार है यह भारत में है अन्य देशों में सिस्टिक फाइब्रोसिस यह अमेरिका में एक बहुत ही सामान्य आनुवंशिक विकार है यह इसलिए होता है क्योंकि झिल्ली में क्लोराइड के लिए चैनल खराबी करता है ठीक है क्योंकि प्रोटीन जो वास्तव में क्लोराइड चैनल प्रोटीन है वह ठीक से नहीं बनता है और इसलिए यह खराबी क्लोराइड सेल से बाहर और अंदर नहीं जा सकता है यदि ऐसा होता है तो अतिरिक्त सेलुलर स्पेस में क्लोराइड का निर्माण होता है और इसके परिणामस्वरूप म्यूकस का निर्माण होता है संक्रमण के लिए प्रतिरोध कम हो जाता है और उचित हस्तक्षेप के बिना मृत्यु आमतौर पर पांच साल से कम उम्र में होती है ठीक है हस्तक्षेप के साथ लोग बहुत लंबे समय तक रहते हैं और यह दो हजार पांच सौ अमेरिकी में एक को प्रभावित करता है यह बहुत प्रचलित है आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस का कुछ विचार देता है यह एक वैकल्पिक वीडियो है और इसी तरह हंटिंगटन की बीमारी Huntington's disease जो वास्तव में पैंतालीस से ऊपर प्रकट होती है एक आनुवंशिक विकार genetic disorder है अचोंड्रोप्लासिया जो एक प्रकार का बौनापन है ठीक है आपको गेम ऑफ थ्रोन्स से पीटर डिंकलेज याद होगा टायरियन लैनिस्टर है ना उस व्यक्ति को अचोंड्रोप्लासिया है यह एक प्रकार का बौनापन है यह एक विरासत में मिला विकार है विरासत में मिला एक विशेष प्रकार का विकार जिसे हम बाद में देखेंगे अब हमने यह सब इस कारण से कहा है यदि हम किसी बच्चे के विकार को इनहेरिट करने की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं ठीक है सिस्टिक फाइब्रोसिस के रूप में कुछ प्रमुख है तो माता पिता को सूचित किया जा सकता है कि वे अपने बच्चे को संभाल लें ठीक है वे कम से कम अपने बच्चे में इस कठिनाई की उम्मीद करेंगे वे मानसिक रूप से इसे अपने तरीके से संभालने के लिए तैयार होंगे और यह एक बड़ी बात होगी जो पहले से ही किया जा रहा है और उसके लिए आधार हम इस विशेष व्याख्यान में देखने जा रहे हैं भविष्यवाणियों और तत्व विश्लेषण करने का एक सरल तरीका हम आज बहुत कुछ जानते हैं और इस विश्लेषण को करने के विभिन्न तरीके हैं लेकिन एक बहुत ही सरल तरीका है जिसमें इस विश्लेषण को प्रभावी ढंग से किया जा सकता है मेंडेलियन जेनेटिक्स 'Mendelian Genetics' के सिद्धांतों का उपयोग करके और मेंडेलियन जेनेटिक्स के सिद्धांत विकसित हुए एक सदी और कुछ दशक पहले जब विरासत भी समझ में नहीं आई थी तब लोगों को समझ में नहीं आता था कि बेटे या बेटी का अपने पिता या माँ की तरह दिखने का आधार क्या है और कभी कभी उनकी दादी या दादा की तरह दिखना आदि लोग बस समझ नहीं पाए यह उस समय के दौरान था अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन सिद्धांतों को विकसित किया गया था हम इसे संक्षेप में ग्रेगर मेंडल के काम के सेमिनल पीस और उन सिद्धांतों को आज बहुत प्रभावी रूप से देखेंगे हालांकि वे बेसल सिद्धांतों हैं और उनके साथ बहुत बड़ी विविधताएं हैं वह सिद्धांत अभी भी बहुत उपयोगी है यह करने के लिए एक विकार इनहेरिट करने के लिए बच्चे के अवसरों को प्रीडिक्ट करने के लिए और यही कारण है कि हम अध्ययन कर रहे हैं या हम आज भी मेंडेलियन जेनेटिक्स देख रहे हैं किसी भी मामले में ऐतिहासिक रूप से यह जानना अच्छा है कि मेंडल ने क्या किया और उसका विकास यदि आप आनुवांशिकी में रुचि रखते हैं लेकिन इसके लिए एक बहुत ही उपयोगी कोण है जब इनहेरिटेंस को समझा नहीं गया था एक सदी पहले कैरिक्टर की इनहेरिटेंस निश्चित रूप से हमेशा लोगों के साथ एक अच्छी अपील रही है लोग हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि लोगों के कैरिक्टर क्यों मिलते हैं क्यों एक बेटा पिता या माँ की तरह व्यवहार करता है या बेटी पिता या माँ की तरह व्यवहार करती है और कभी कभी दादा या दादी की तरह भी कई लोगों ने महसूस किया कि हमेशा लक्षणों की सम्मिश्रण थी माँ से कुछ विशेषता थी पिता से कुछ विशेषता थी बेटे या बेटी में या संतानों के लक्षण हैं जो इन दो लक्षणों का मिश्रण हैं जो कि बहुत लंबे समय से माना जाता था हालांकि कई अलग अलग परिस्थितियां थीं जहां यह स्पष्ट रूप से मान्य नहीं था ठीक है इसने हमेशा लोगों को हैरान किया है लेकिन वे इसके बारे में और इतने पर और आगे तक उलझन में थे जब तक मेंडल नहीं आया और हमें बताया कि वास्तव में लक्षण ट्रेट पर्टिक्यलट द्वारा पारित किए गए हैं ऐसे पहलू हैं जो एक उपयुक्त फैशन में लक्षण निर्धारित करते हैं और यदि आप इसे समझते हैं तो आप कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा तो ग्रेगर मेंडल का यह एक बड़ा योगदान था और मैं चाहूंगा कि आप यह बहुत अच्छा वीडियो देखें मैं कहूंगा कि यह एक आवश्यक वीडियो है यह एक बहुत अच्छा वीडियो है थोड़ा लंबा लगभग बीस पच्चीस मिनट इतना लंबा पुराना लेकिन यह एक बहुत अच्छा वीडियो है ठीक है मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को मेंडल Mendel's के जीवन के कुछ हिस्सों को जानने के लिए देखें जो बहुत ही रोचक है और मेंडल Mendel's के प्रयोगों और कुछ सिद्धांतों के बारे में है जो वह आगे लाए ठीक है इस व्याख्यान में या व्याख्यान के इन सेटों में हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या प्रासंगिक है ऐसा करने के लिए हमें अपनी वर्तमान शब्दावली को उस शब्दावली से मैप करना होगा जो मेंडल द्वारा विकास के दौरान अस्तित्व में थी ठीक है या उसके बाद कई सालों तक ऐसा करने के लिए आइए हम सिस्टिक फाइब्रोसिस पर विचार करें क्लोराइड ट्रांसपोर्टर की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि वह अनुपस्थित है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस उत्पन्न होता है दो संभावनाएं हैं क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के लिए झिल्ली प्रोटीन या तो कार्यात्मक है या क्लोराइड ट्रांसपोर्टर के लिए झिल्ली प्रोटीन कार्यात्मक नहीं है है ना ये दो संभावनाएं हैं सामान्य या सिस्टिक फाइब्रोसिस क्लोराइड ट्रांसपोर्टर की उपस्थिति एक कैरेक्टर या एक हेरिटॅबॅल फीचर है ठीक है हेरिटॅबॅल फीचर को कैरेक्टर कहा जाता है कभी कभी ऐसा नहीं होता है आणविक दृष्टि से ऐसा नहीं है यह किसी व्यक्ति की ऊंचाई हो सकती है या यह आंख का रंग हो सकता है और इसी तरह आगे भी वे विशिष्ट अवलोकन योग्य ट्रेट हैं या दूसरे शब्दों में कैरेक्टर आमतौर पर एक अवलोकनीय चीज हैं मैं यहां एक शब्दावली मैपिंग का उपयोग कर रहा हूं इसलिए यह पहलू अगर इसे देखा जा सकता है तो इसे एक कैरेक्टर कहा जाता है और यह एक आनुवांशिक विशेषता है प्रत्येक कैरेक्टर के वेरिएंट उनमें से प्रत्येक को एक ट्रेट कहा जाता है ठीक है उदाहरण के लिए कार्यक्षमता एक ट्रेट है गैर कार्यक्षमता या अनुपस्थिति एक ट्रेट है लंबा एक ट्रेट है या छोटा ट्रेट है ठीक है नीले रंग की आंखें एक ट्रेट है भूरे रंग की आंखें एक और ट्रेट है और इसी तरह तो यदि कैरेक्टर आंखों का रंग है तो नीली आंखों का रंग और भूरा आंखों का रंग दो ट्रेट हैं या कई उस विशेष कैरेक्टर के कई ट्रेट में से दो हैं यदि किसी चीज की ऊंचाई एक कैरेक्टर है तो लंबा एक ट्रेट है और छोटा दूसरा ट्रेट है और इसी तरह तुम्हें आइडिया मिल गया है तो हम कैरेक्टर ट्रेट आदि के संदर्भ में डील करने जा रहे हैं प्रत्येक ट्रेट हॉमॉलॅगॅस क्रोमोसोम पर दो एलील द्वारा निर्धारित होता है और यह उन जींस के बराबर है जो हम जानते हैं सही हॉमॉलॅगॅस क्रोमोसोम का अर्थ है आप जानते हैं कि वे जोड़े में मौजूद हैं और इसलिए हमने सिर्फ जोड़ी नंबर इक्कीस की बात की है अगर कोई अतिरिक्त है तो वह डाउन सिंड्रोम और इसी तरह लेकिन उन दो 21 या उन दो बीस या वह दो मान लीजिए हम कहें एक दो तीन वे सभी हॉमॉलॅगॅस क्रोमोसोम हैं और हॉमॉलॅगॅस क्रोमोसोम पर दो एलील यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक ट्रेट यहां समतुल्य है इसलिए अगर ये दो हॉमॉलॅगॅस क्रोमोसोम हैं तो कैपिटल T एक एलील है और छोटा t एक अन्य एलील है तो आपके पास विभिन्न संयोजन हो सकते हैं दोनों कैपिटल हो सकते हैं वे वैकल्पिक हो सकते हैं एक हो सकता है यह एक T हो सकता है यह एक छोटा t हो सकता है या दोनों छोटे ts हो सकते हैं और इन विभिन्न संयोजनों का परिणाम उस कैरेक्टर के विभिन्न ट्रेट होते हैं उस कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेट उस एलील के क्रोमोसोम पर स्थिति को लोकस कहा जाता है यह सिर्फ शब्दावली के लिए है ठीक है याद रखें कि यह एक साधारण सन्निकटन है इसमें भिन्नताएँ संभव हैं हम उनके सामने आने पर उन्हें इंगित करेंगे मुझे लगता है कि इस समय हम एक विराम लेंगे और अगले व्याख्यान में अन्य चीजों को शामिल करेंगे यह बहुत अच्छा होगा यदि आप मेंडेल और उनके काम पर अनुशंसित वीडियो या आवश्यक वीडियो देखें हम इसे देखेंगे ठीक है और फिर हम चीजों को आगे बढ़ाने के लिए अगले व्याख्यान में मिलते हैं